अब अंतिम इकाई में हमने सीखने के लिए अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स की प्रकृति और महत्व को समझा लेकिन हमने यह भी कहा कि अभी तक हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन लर्निंग के साथ साथ अफेक्टिव डोमेन लर्निंग को एकीकृत करने के लिए पर्याप्त तरीके और प्रक्रियाएं नहीं हैं इस मॉड्यूल का मुख्य परिणाम परिणामों मूल्यांकन और निर्देश के बीच संरेखण की प्राप्ति में वर्गीकरण तालिका के महत्व को समझना है ध्यान दें कि किसी भी कोर्स के तीन तत्व हैं एक परिणाम है छात्र को क्या करने में सक्षम होना चाहिए वह परिणाम है तब हमें उस अटेन्मेन्ट को मापने में सक्षम होना चाहिए क्या छात्र को वह प्राप्त हुआ है या नहीं परिणाम मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है और तीसरा यह है कि मुझे अपनी कक्षा के छात्रों को अपने आकलन में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए उसके माध्यम से हम परिणाम प्राप्त कर रहे हैं यह मोटे तौर पर इसलिए किसी भी कोर्स में ये तीन तत्व हैं या आपको इन तीन तत्वों के संदर्भ में एक कोर्स देखने में सक्षम होना चाहिए परिणाम मूल्यांकन और निर्देश और ऐसा करने में वर्गीकरण तालिका एक उपयोगी उपकरण है आप जो करना चाहते हैं उसके लिए यह विकल्प नहीं है लेकिन आप इसे अपने निर्देशों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकते हैं या तो परिणामों को सही स्तर पर पता लगाना या परिणामों के साथ संरेखण में मूल्यांकन करना या निर्देश बनाना यह सुनिश्चित करता है कि आपका निर्देश उस चीज के अनुरूप हो जो आप चाहते थे कि आपका छात्र करने में सक्षम हो तो यह मोटे तौर पर इस इकाई का परिणाम है संक्षेप में दुहराने के लिए कॉग्निटिव डोमेन के दो आयाम होते हैं अर्थात कॉग्निटिव प्रक्रियाएं हम उन्हें स्तर भी कहते हैं साहित्य में कॉग्निटिव प्रक्रियाओं और कॉग्निटिव स्तरों का परस्पर विनिमय किया जाता है फिर आपके पास ज्ञान श्रेणियां हैं अब हमारे पास छह कॉग्निटिव प्रक्रियाएं और ज्ञान की चार सामान्य श्रेणियां हैं छह और चार और विज्ञान गणित मानविकी सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन में पाठ्यक्रम क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग कार्यक्रम में इन सभी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम हैं और वे इंजीनियरिंग कार्यक्रम में शायद 20 या उससे अधिक की तरह कुछ का गठन करते हैं और वे केवल चार ज्ञान की श्रेणियां से संबंधित हैं इसलिए यदि आप विज्ञान गणित मानविकी सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन में पाठ्यक्रम देख रहे हैं तो आपको छह कॉग्निटिव प्रक्रियाओं और ज्ञान की चार सामान्य श्रेणियों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है तो क्यों न हम उन्हें कॉग्निटिव प्रक्रियाओं की छह पंक्तियों और ज्ञान की चार श्रेणियों के साथ एक तालिका में एक साथ रखें जो कि एक उपकरण के रूप में काम कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले शिक्षण और सीखने के कई मुद्दों के साथ कहा था तो यह एक साधारण तालिका है बनाएँ ठीक है यह वही है कॉग्निटिव प्रक्रियाओं को ज्ञान श्रेणियों फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल प्रोसीज़रल और बनाने के माध्यम से याद किया जाता है उदाहरण के लिए कॉग्निटिव प्रक्रिया में से प्रत्येक एक कार्य क्रियाओं के एक समूह के साथ जुड़ा हुआ है परिणाम के बारे में आप जो भी बयान देते हैं वह इन कॉग्निटिव प्रक्रियाओं में से किसी एक से संबंधित कार्य क्रिया के साथ शुरू होगा और ये कॉग्निटिव प्रक्रिया ज्ञान के कुछ तत्वों से संबंधित है और ज्ञान के तत्व इन चार श्रेणियों में से एक या अधिक से आ सकते हैं यह मोटे तौर पर वर्गीकरण तालिका का उद्देश्य है आइए हम इसकी कुछ विशेषताओं पर चलते हैं यदि आप वर्गीकरण की एक सेल को देखते हैं तो इसकी कॉग्निटिव प्रक्रिया 1 से 6 और इसकी ज्ञान श्रेणी 1 से 4 तक की जा सकती है इसलिए आप पास एक सेल हो सकती हैं जो आपको बताए कि आप यहां हैं तो क्या होता है सेल 2 2 है जब यह 2 2 होता है यही कारण है कि आप कुछ अवधारणाओं की अवधारणाओं को समझ रहे हैं जिन्हें आप बता रहे हैं क्योंकि यह वही है तो मैं इसे 2 के रूप में लेबल कर सकता हूं इसी तरह यह 3 2 होगा या यह 3 3 और इसी तरह ठीक है इसलिए हम लेबल लगा रहे हैं हम एक सेल की पहचान करने में सक्षम हैं और इसके अलावा कॉग्निटिव प्रक्रियाओं के बीच पदानुक्रम है इसका क्या मतलब है आपके द्वारा क्रिएट गई कोई भी चीज ईवेलुएट से उच्च स्तर की है ईवेलुएट एनालाइज की तुलना में उच्च स्तर है और इसी तरह तो क्या होता है अगर मैं यहां एक गतिविधि की पहचान करता हूं तो हम कहें कि अप्लाई और प्रोसीज़रल हैं तो अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर में कॉग्निटिव गतिविधियां निहित हैं यही कारण है कि मुझे अलग से हमारी चिंता की सेल्स के रूप में पहचान करने की आवश्यकता नहीं है अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ या अगर मैं कोई गतिविधि लिखता हूँ तो यहाँ एक गतिविधि की पहचान करता हूँ फिर यह उम्मीद की जा सकती है कि इन चार निचले स्तर की श्रेणियों से संबंधित सभी गतिविधियाँ निहित हैं मुझे उन्हें अलग से पहचानने की जरूरत नहीं है एक गतिविधि के उदाहरण के लिए बता दें कि एनालाइज उच्च स्तर का है एक गतिविधि की तुलना में उच्च जटिलता की गतिविधि है जिसे हम अंडरस्टैंड कहेंगे जैसा कि आप इस कॉग्निटिव स्तर पदानुक्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं जैसा कि हम इसे कहते हैं गतिविधि अधिक से अधिक जटिल हो सकती है जटिलता को कठिनाई से अलग किया जाना चाहिए मुझे यहां तक कि बहुत कठिन गतिविधि हो सकती है जो बौद्धिक रूप से एक निचले स्तर की गतिविधि है उदाहरण के लिए यदि मैं कॉल करना चाहता हूं तो मुझे सभी दक्षिण एशियाई देशों की राजधानियां देनी चाहिए मैं कर सकता हूं या मैं इस पर विचार करूंगा कि यह कठिन है लेकिन जटिल नहीं है जबकि यहां एक गतिविधि सरल हो सकती है जो बहुत कठिन नहीं है लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जटिलता है तो जिन दो शब्दों से किसी को परिचित होना है जटिलता और कठिनाई क्योंकि दुर्भाग्य से कई शिक्षक जटिलता का पर्यायवाची मानते हैं और वे कहते हैं कि वे वास्तव में निर्देश और मूल्यांकन से जटिल गतिविधियों को रोकते हैं या समाप्त करते हैं और यह छात्रों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि आप उच्च कॉग्निटिव स्तरों से संबंधित सरल समस्याएं दे सकते हैं और वे मुश्किल नहीं है लेकिन छात्रों को इन जटिल गतिविधियों का अनुभव करना चाहिए तो सीखने की चीजों में से एक यह है कि जब हम बाद के मॉड्यूल में मूल्यांकन के मुद्दे को देखते हैं तो जटिलता और कठिनाई अधिक विस्तृत हो जाएगी अब इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के मामले में हमने पाया कि हमारे पास ज्ञान की चार अतिरिक्त श्रेणियां हैं तो अब आपके पास हम इसे ABV टैक्सोनॉमी टेबल एंडरसन ब्लूम विन्सेंटी टैक्सोनॉमी टेबल कहते हैं यह 6 बाय 8 टेबल होगा 6 कॉग्निटिव प्रक्रिया और ज्ञान की 8 श्रेणियां और ABV तालिका की विशेषताएं AB तालिका के समान हैं जो पदानुक्रम जटिलता और साथ ही कठिनाई के संदर्भ में हैं वे सभी विशेषताएं ABV तालिका में भी समान हैं और टेबल कैसे दिखता है तालिका ऐसा लगता है कि आपके पास समान 6 कॉग्निटिव स्तर यहां 4 सामान्य श्रेणियां और फिर इंजीनियरिंग के लिए विशिष्ट 4 श्रेणी हैं अब इंजीनियरिंग विज्ञान के पाठ्यक्रम कहां आते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग विज्ञान के पाठ्यक्रमों से अलग हैं इंजीनियरिंग विज्ञान पाठ्यक्रम क्या हैं इंजीनियरिंग विज्ञान पाठ्यक्रम के उदाहरण फ्लूइड मैकेनिक्स थर्मोडाईनामिक्स Thermodynamc इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत नेटवर्क सिद्धांत एयरोडायनामिक्स हैं आप कहते हैं कि इस तरह के कई पाठ्यक्रम हैं प्रत्येक शाखा में कम से कम 4 5 इंजीनियरिंग विज्ञान पाठ्यक्रम हैं वे सीधे के रूप में वे अभी की पेशकश कर रहे हैं वे इंजीनियरिंग ज्ञान की चार श्रेणियों को संबोधित नहीं करते हैं फिर मुद्दा यह आता है कि क्या मैं उन्हें पहले वाली AB टैक्सोनॉमी टेबल या ABV टैक्सोनॉमी टेबल के तहत वर्गीकृत कर दूं मुझे किस से निपटना चाहिए लेकिन इस इंजीनियरिंग विज्ञान पाठ्यक्रमों के एक शिक्षक अपनी रुचि के कारण चुन सकते हैं और इंजीनियरिंग के लिए जुनून इंजीनियरिंग विज्ञान पाठ्यक्रमों में भी इंजीनियरिंग ज्ञान की कुछ श्रेणियों को संबोधित करने के लिए चुन सकते हैं तो अब क्या होता है हम 6 पर विचार करेंगे 8 ABV टैक्सोनॉमी टेबल इंजीनियरिंग विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए भी लागू है यदि मैं पाठ्यक्रम को विशुद्ध रूप से एक विज्ञान पाठ्यक्रम के रूप में देखता हूं तो मैं नजरअंदाज कर रहा हूं मैं इस 6 को 4 से नहीं देख रहा हूं जो कि आधे सेल हैं जो मैं इसमें कोई गतिविधि नहीं डाल रहा हूं यही इसका मतलब है लेकिन क्योंकि कुछ लोग उपयोग करना चाह सकते हैं इसलिए हम कहेंगे 6 बाय 8 ABV टैक्सोनॉमी टेबल इंजीनियरिंग विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए भी लागू है यह वह स्थिति है जिसे हम ले रहे हैं अब एक बार फिर से पाठ्यक्रम के तीन तत्वों को फिर से लागू करना पाठ्यक्रम के परिणाम हैं जो यह दर्शाता है कि छात्र को पाठ्यक्रम के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए पाठ्यक्रम परीक्षाओं और परीक्षाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम के परिणामों का मूल्यांकन असाइनमेंट कई हो सकते हैं टेस्ट में कई किस्में हो सकती हैं और पाठ्यक्रम परिणाम प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए निर्देशात्मक गतिविधियाँ ठीक है ये इसके तीन तत्व हैं और इन तीन तत्वों को एक दूसरे के साथ संरेखण में होना चाहिए यही तो हम आ रहे हैं संरेखण का अर्थ है कि मूल्यांकन पाठ्यक्रम के परिणामों के साथ संरेखण में होना चाहिए उदाहरण के लिए यदि मैं चाहता हूं कि मेरे छात्र को एक जटिल सर्किट कहने में सक्षम होना चाहिए तो मैं केवल उससे पूछ नहीं सकता केवल उसका आकलन करें कि क्या वह उन उपकरणों के भौतिकी को समझता है जो उपयोग किए जाते हैं या एक सर्किट दिया जाता है जो यह कार्य करता है मैं केवल अपने मूल्यांकन को सीमित नहीं कर सकता मुझे मूल्यांकन में उसे कुछ जटिल सर्किट डिजाइन करने को शामिल करना चाहिए इसी को हम संरेखण कहते है इसी तरह मूल्यांकन के साथ निर्देश संरेखण में होना चाहिए अगर मैं चाहता हूं कि मेरा छात्र एक जटिल सर्किट को डिजाइन करने में सक्षम हो तो मुझे उसे बताना होगा कि वास्तव में कक्षा में सर्किटों को कैसे डिज़ाइन करना है और कुछ जटिल सर्किटों को कैसे डिजाइन करना है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उचित संरेखण एक कोर्स का एक तत्व लेता है अपने कॉग्निटिव स्तर द्वारा टैग किया जा सकता है इसकी कार्य क्रिया को देखकर हम कह सकते हैं कि यह किस कॉग्निटिव स्तर से संबंधित है और इसी तरह हम ज्ञान श्रेणियों को भी पहचान सकते हैं याद रखें कि पाठ्यक्रम के किसी भी तत्व में एक से अधिक ज्ञान श्रेणी के साथ काम किया जा सकता है जब हम पाठ्यक्रम परिणाम लिखना शुरू करते हैं तो हम निम्नलिखित इकाइयों पर और अधिक विस्तार करेंगे एक टैगिंग के आधार पर एक तत्व टैक्सोनॉमी टेबल की एक या अधिक सेल्स में स्थित हो सकता है इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किसी तत्व को कैसे टैग किया है उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि यह अप्लाई और कॉन्सेप्चुअल है तो मैं तुरंत इसे टैक्सोनॉमी टेबल के विशेष सेल में रख सकता हूं जो अप्लाई 3 होगा कॉन्सेप्चुअल 2 है इसलिए यह 6 8 टेबल द्वारा 6 का 3 सेल होगा एक पाठ्यक्रम के तत्वों के बीच संरेखण का मतलब है कि मैं सभी तीन तत्वों को एक ही सेल के वर्गीकरण तालिका में डाल रहा हूं इसी को हम संरेखण कहते है आइए हम इसे देखें ABV टैक्सोनॉमी टेबल में संरेखण हमने 6 को 8 के रूप में रखा है और यहां CO का मतलब कोर्स परिणाम है AI मूल्यांकन आइटम है IA का अर्थ है निर्देशात्मक गतिविधियां हम कक्षा या प्रयोगशाला में या किसी अन्य प्रकार की बातचीत के माध्यम से क्या करते हैं आपके पास जो भी तंत्र है प्रत्यक्ष शिक्षण या फ़्लिप कक्षा या ऑनलाइन कुछ भी आप के बारे में बात करते हैं शिक्षाप्रद गतिविधियों का अर्थ है शिक्षक से छात्र को किसी प्रकार की सहभागिता या ज्ञान हस्तांतरण अब इसका मतलब है कि अगर CO3 अंडरस्टैंड और प्रोसीज़रल में स्थित है तो आपके मूल्यांकन आइटम जो कि आकलन आइटम हैं उनमें असाइनमेंट परीक्षण और परीक्षा शामिल हैं ये सभी एक ही सेल में स्थित हैं ठीक है और फिर मेरी निर्देशात्मक गतिविधियाँ भी उसी सेल में हैं जब तीनों एक ही सेल में एक साथ होते हैं तो हम मानते हैं कि हमारे पास एक सही संरेखण है इसी को हम संरेखण कहते है उदाहरण के लिए यदि CO3 और IA3 एक ही सेल में हैं लेकिन AI3 किसी भी तरह से रिमेंबर और फैक्टुअल अंतर्गत आता है मैं कुछ परिभाषाएँ पूछता हूँ और मैं उनसे एक प्रमेय का पुनरुत्पादन करने के लिए कहता हूँ तो यह AI3 यहाँ स्थानांतरित हो गया AI3 यहां है यदि ऐसा है तो मेरा CO3 यहाँ है मेरी मूल्यांकन वस्तुएँ यहाँ हैं तो जाहिर है कि मेरे परिणाम और मूल्यांकन आइटम के बीच कोई संरेखण नहीं है इसी को हम संरेखण कहते है अब हम अन्य चीजों को देखें जो अब तक हुई थीं मुद्दा यह है मेरे पास मेरा CO4 है और अनुदेशात्मक गतिविधियाँ भी यहाँ हैं लेकिन क्या होता है मेरे पास AI4 यहां है और कुछ AI4 भी यहां है मेरे असाइनमेंट या परीक्षण आइटम लागू श्रेणी में नहीं हैं लेकिन वे अंडरस्टैंड और रिमेंबर श्रेणी में हैं जबकि ये CO4 से संबंधित हैं जिसका अर्थ है कि मैं जो आइटम पूछ रहा हूं वह CO4 से प्रासंगिक हैं लेकिन वे इसके साथ संरेखण में नहीं हैं इसीलिए यदि वे यहां हैं तो इन दोनों का संरेखण बहुत कम है उदाहरण के लिए यदि मैं अभी भी हूं तो मेरा परिणाम कुछ प्रकार की समस्याओं को हल करने या कुछ प्रक्रियाओं को लागू करने से संबंधित है लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि प्रक्रिया क्या है और इसका सिद्धांत क्या है और मुझे कुछ तथ्यों को याद रखना चाहिए इसलिए यहाँ आइटम होने की कुछ गुंजाइश है यहाँ परीक्षण आइटम हैं लेकिन इस सेल में AI4 AI4 में से कुछ नहीं डालने का कोई बहाना नहीं है इस में यह स्वीकार्य नहीं है हालांकि अभी भी यह आंशिक रूप से स्वीकार्य है लेकिन यहां AI4 नहीं होना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और दुर्भाग्य से यही है कि प्रश्न पत्रों के बहुमत में ऐसा हो रहा है जिसे लोग डिजाइन करते हैं कि वे प्रासंगिक लगते हैं मैं एक ही विषय के बारे में कुछ प्रश्न पूछता हूं लेकिन उस स्तर पर नहीं कॉग्निटिव स्तर जिसे सीखने के लिए एक छात्र की आवश्यकता होती है अब आपके पास एक और मामला है आपके पास CO5 एनालाइज कॉग्निटिव श्रेणी में है लेकिन मेरे पास मेरे मूल्यांकन आइटम के साथ साथ निर्देशात्मक गतिविधियाँ या निचले स्तर की सभी गतिविधियाँ हैं और यह कुल है क्योंकि अनुदेश ही एक छात्र का विश्लेषण करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है फिर CO5 ही यह है कि कार्यान्वयन के मामले में यह एक विफलता है ठीक है तो ये दोनों चीजें दोनों प्रकार की चीजें की जा रही हैं और एक शिक्षक को इससे बचना चाहिए और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि कभी कभी हम इसे अनजाने में करते हैं जब मैं प्रश्न पत्र डिजाइन करता हूं तो स्थिति के आधार पर मैं कुछ वस्तुओं को शामिल करना भूल सकता हूं जो मेरे चयनित CO के साथ संरेखण में हैं इन सभी से बचने के लिए हम प्रत्येक मूल्यांकन आइटम को टैग कर सकते हैं और उसके आधार पर हम पुष्टि कर सकते हैं क्या हमारे पास पर्याप्त संख्या में आइटम हैं जो कथित CO के साथ संरेखण में हैं इसलिए हमने वही समझाया है कि CO के रूप में एक ही स्तर पर अनुदेशात्मक गतिविधियां और मूल्यांकन आइटम नहीं होना स्वीकार्य नहीं है इसलिए उचित संरेखण के लिए पाठ्यक्रम के परिणामों की आवश्यकता होती है और संबंधित निर्देशात्मक गतिविधि पूर्ण संरेखण में होनी चाहिए उन्हें एक ही सेल में स्थित होना चाहिए लेकिन याद रखें कि जब मैं एक विशेष कॉग्निटिव स्तर पर रखता हूं तो दोनों अनुदेशात्मक गतिविधि और पाठ्यक्रम परिणाम कथन पाठ्यक्रम के परिणाम के दोनों ज्ञान तत्वों और निचले स्तर पर कॉग्निटिव प्रक्रियाओं का ध्यान रखा जाता है इसलिए जब मैं एक उच्च कॉग्निटिव स्तर गतिविधि करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी अनुदेशात्मक गतिविधि शर्तों को बताएगी और समझाएगी कि शब्द का अर्थ क्या है और अंतर्निहित अवधारणा क्या है और अंत में उसे उच्च कॉग्निटिव स्तर पर करना है तो उस हद तक मेरी निर्देशात्मक गतिविधि जो पूरी तरह से संरेखण में है इसमें निम्न कॉग्निटिव स्तर की गतिविधियाँ शामिल हैं मूल्यांकन के लिए आ रहा है जबकि मूल्यांकन वस्तुओं का कुछ प्रतिशत प्रतिशत कम कॉग्निटिव स्तरों का प्रतिनिधित्व सेल्स में हो सकता है जो किसी दिए गए CO के महत्वपूर्ण प्रतिशत से कम है जो कि CO के समान ही होना चाहिए को देखने के लिए हम उस और को देखेंगे जब हम CO के बारे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं CO और CO की प्राप्ति लिख रहे हैं और यह भी पाठ्यक्रम डिजाइन पर हमारे अगले मॉड्यूल में आ जाएगा तो एक वर्गीकरण तालिका क्या करती है यह एक पाठ्यक्रम के तीन तत्वों के बीच एक निर्दिष्ट संरेखण को प्राप्त करने और मौका घटनाओं को समाप्त करने की सुविधा प्रदान कर सकता है जैसा कि मैंने उचित रूप से टैग करके और वर्गीकरण तालिका के उचित कक्षों में उनका उल्लेख करके और साथ ही सहकर्मी समीक्षा के अधीन किया है इसलिए साथियों के साथ चर्चा करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम कुछ अति नहीं कर रहे हैं और न ही कुछ कम कर रहे हैं यह एक वर्गीकरण तालिका का उपयोग करने का लाभ है यह साथियों के बीच संचार करने का आसान तरीका है यह अच्छी तरह से संरचित परीक्षण आइटम बैंकों के डिजाइन में मदद कर सकता है और परिणामस्वरूप वैधता और विश्वसनीयता मूल्यांकन के दो महत्वपूर्ण गुण प्राप्त किए जा सकते हैं हालांकि हम यहां यह कहते हैं कि आप एक अच्छे टेस्ट आइटम बैंक को डिजाइन कर सकते हैं और इसकी वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकते हैं यह हम केवल कोर्स डिजाइन पर अगले मॉड्यूल में विस्तृत करेंगे यह प्रत्यक्ष या स्वचालित बुद्धिमान टुटोरिंग के आयोजन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में भी काम कर सकता है टुटोरिंग एक से एक निर्देश है आप छात्र को कुछ गतिविधि करने के लिए बनाते हैं और फिर आप एक से एक स्तर पर बातचीत करते हैं और यदि आप पाते हैं कि छात्र ऐसा करने में असमर्थ है तो टेक्सोनोमी तालिका आपकी सहायता कर सकती है और कह सकती है कि ठीक है अगली गतिविधि जो मैं उसे देना चाहता हूं वह इस गतिविधि को ठीक से कर सकता है इसलिए हम कॉग्निटिव रूप से एक स्तर कम हो जाते हैं और आप उसे हल करने के लिए और हमें यह समझने के लिए अगले निचले स्तर पर कुछ गतिविधि की योजना बनाने में सक्षम होना चाहिए जहां उसकी समझ या क्षमता में कमी है इसलिए हमने बुद्धिमान टुटोरिंग की योजना बनाने में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया है इसलिए टैक्सोनॉमी टेबल तीनों उद्देश्यों को पूरा कर सकती है आपके सामने 6 बाई 8 48 सेल्स है कोई भी कोर्स जो आप के साथ काम कर रहे हैं मुझे यकीन है कि आप सभी 48 सेल्स का उपयोग करने की संभावना नहीं है इसलिए जो भी सेल आप मानते हैं वह उस पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक है जिसे आपने पढ़ा है या एक या एक से अधिक मूल्यांकन आइटमों के साथ परिचित हैं जिन्हें टैग किया जा सकता है और उस विशेष सेल में रखा जा सकता है जिसे आपने चुना है तो यह हमें 6 बाई 8 48 में कह सकता है कि आप 12 16 या 20 के साथ काम कर रहे हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आप पाठ्यक्रम को कैसे देखते हैं आप उन सभी सेल्स की पहचान कर सकते हैं जो प्रासंगिक हैं और प्रत्येक पहचाने गए सेल के लिए आप एक या एक से अधिक मूल्यांकन आइटम लिखते हैं ठीक उसी तरह से कुछ प्रश्न और अगली इकाई में हम समझते हैं कि एंडरसन ब्लूम विन्सेंटी टैक्सोनॉमी के ढांचे के भीतर एक पाठ्यक्रम के परिणाम कैसे लिखें यह हमारा व्यावहारिक रूप से इस विशेष मॉड्यूल का लक्ष्य है ABV टैक्सोनॉमी के ढांचे में पाठ्यक्रम के परिणामों को कैसे लिखें